36वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम के डिजाइन के बारे में चर्चा करूंगा जो उदाहरण मैं यहां लेने जा रहा हूं वह एक बल्ब है और वह बल्ब जिसे मैं एसएमएस भेजकर ON करूंगा बेशक हम प्रोग्राम नियंत्रण का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं लेकिन यहां हमने एसएमएस नियंत्रण के माध्यम से ऐसा किया है कि हम आपको दुनिया में कहीं से भी इस आईओटी का स्वाद दे सकते हैं अगर आप इस विशेष यंत्र पर एक एसएमएस ON भेज सकते हैं तो यंत्र चालू हो जाएगा और अगर आप "OFF" भेजने में सक्षम हैं तो यह बंद हो जाएगा सबसे पहले मैं कोड के दो समूहों पर चर्चा करूंगा एक समूह जहां मैं किसी भी मोबाइल से एसएमएस भेज सकता हूं और यह काम करेगा और दूसरा वह यह है कि मैं किसी विशेष मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजना रोक दूंगा क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपके घर के बल्ब को ONOFF करे इसलिए आप चाहते हैं कि यह केवल आपके परिवार के सदस्य ही कर पाऐं तो आप वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के उन नंबरों को एक सुरक्षित कोड में एकीकृत कर सकते हैं जहां केवल एक विशेष मोबाइल नंबर से एसएमएस प्राप्त होने पर यह ON या OFF हो जाएगा इसलिए मैं इस लेक्चर में इन दो बातों पर चर्चा करूंगा मैं होम ऑटोमेशन प्रयोग के बारे में बात करूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा होम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम एक घर के लिए स्वचालन के निर्माण के बारे में है बेशक यह केवल बल्ब को चालू और बंद करना नहीं है बल्कि कई और चीजें भी की जा सकती हैं ऐसी प्रणाली प्रकाश तापमान नमी और उपकरणों को नियंत्रित कर सकती है आपके घर में कई उपकरण हो सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं इसमें घर की सुरक्षा जैसे एक्सेस कंट्रोल और अलार्म सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं आमतौर पर यह एक उपयुक्त उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के माध्यम से एक नियंत्रित प्रणाली को जोड़ता है आप इंटरनेट पर वॉल माउंटेड टर्मिनल या मोबाइल फोन एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं जब इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो घरेलू उपकरण तथाकथित इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं मैंने आपको बताया है जिस होम ऑटोमेशन पर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं वह यह है कि मैं एसएमएस कंट्रोल के माध्यम से एक बल्ब को on और off करूंगा प्रयोग कुछ इस तरह से होता है एक स्वचालित प्रणाली जिसमें एक बिजली के उपकरण को मोबाइल फोन से एसएमएस भेजकर दूर से on या off किया जा सकता है प्रदर्शन के उद्देश्य से इस मामले में एक लैंप बल्ब का उपयोग किया जाता है लैंप चालू हो जाता है जब एसएमएस द्वारा ON संदेश भेजा जाता है और लैंप बंद हो जाता है जब एसएमएस के माध्यम से OFF संदेश भेजा जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया दो संस्करण होते हैं एक सामान्य संस्करण है जहां संदेश किसी भी मोबाइल फोन से आ सकता है और निश्चित रूप से एक सुरक्षित संस्करण जहां संदेश एक विशेष मोबाइल फोन से ही आ सकता है इस प्रयोग के लिए हमें कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए हमें बेशक एक माइक्रोकंट्रोलर की आवश्यकता है इस मामले में हमने आर्डयूनो यूनो का उपयोग किया है एक जीएसएम मॉडम की आवश्यकता है हमने सिम900ए जीएसएम मॉडम का उपयोग किया है जिसका उपयोग एसएमएस का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन से माइक्रोकंट्रोलर के साथ संचार करने के लिए किया जाता है हमें यहां एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस की आवश्यकता है यह रिले है जिसकी पहले से ही चर्चा हो चुकी है है इस प्रयोग में यह एक सक्रिय उपकरण के रूप में काम कर रहा है जो उपकरण को ON और OFF करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर से जुड़ा है और हमने प्रदर्शन के लिए 15 वाट के बल्ब का उपयोग किया है आप किसी अन्य यंत्र का उपयोग कर सकते हैं प्रणाली का काम इस तरह से चलता है प्रणाली जीएसएम मॉडेम पढ़ती है और उपयोगकर्ता से एक संदेश के आने का इंतजार करती है फिर माइक्रोकंट्रोलर संदेश पढ़ता है उपकरण को नियंत्रित करने के लिए इसकी तुलना कंडीशन से करता है वैसे इसे क्या प्राप्त होता है ON या OFF जब यह ON संदेश प्राप्त करता है तो लैंप को चालू करने के लिए रिले सक्रिय हो जाता है और लैंप को बंद करने के लिए रिले को सक्रिय किया जाता है जब यह OFF संदेश प्राप्त करता है और पूरी प्रक्रिया जारी रहती है तो यह सब प्रणाली के काम करने के बारे में है और जैसा कि मैंने दूसरे संस्करण के लिए कहा था मोबाइल नंबर की एक अतिरिक्त जांच की जाती है जहां से संदेश सेट किया गया है आइए हम कनेक्शन पर गौर करें यह रिले है और हम जानते हैं कि रिले के लिए आपके पास Vcc है आपके पास एक ग्राउंड है और एक कंट्रोल इनपुट है जो आर्डयूनो के पिन 7 से जुड़ा है और यह मेरा बल्ब है और यह मेरा AC स्रोत है बल्ब का एक सिरा सीधे इस रिले के NO आउटपुट पिन से जुड़ा होता है बल्ब का दूसरा सिरा AC स्रोत से जुड़ा हुआ है और AC स्रोत का एक और सिरा सीधे रिले के COM आउटपुट पिन के साथ जुड़ा हुआ है पिन 7 इनपुट से जुड़ा है और जीएसएम बोर्ड के साथ जो एसएमएस प्राप्त करेगा जो ON या OFF है इस तरह से जुड़ा होगा इसका RX पिन 11 नंबर पिन से जुड़ा है जो TX है और इसका TX पिन 10 नंबर पिन से जुड़ा है जो कि RX है यह सब कनेक्शन के बारे में है और निश्चित रूप से वैसे ही ग्राउंड और Vcc जुड़ा होगा जीएसएम को एक एसएमएस प्राप्त होगा और इसके आधार पर यह कुछ प्रसंस्करण करेगा और इस पिन 7 के माध्यम से रिले को एक मूल्य भेजेगा और इसके अनुसार रिले इस बल्ब को चालू कर देगा या यह इस बल्ब को उस कंडीशन के आधार पर बंद कर देगा जो हमने दी है अब देखते हैं कोड कैसे चलता है तो आपको इस सॉफ्टवेयर सीरियल को शामिल करना है आपको यह सिम900ए इस RX TX पिन को बनाना है जो 10 और 11 है और हम इस RELAY1 को 7 के रूप में परिभाषित करते हैं फिर हम कुछ चर वैल फ्लैग रिले लेन को परिभाषित करते हैं हमने इन सभी को शुरू में 0 कर दिया है हम एक एक करके देखेंगे कि हमें इन चरों की आवश्यकता क्यों है सेटअप फेज़ में याद रखें कि सीरियल संचार के लिए हमें आर्डयूनो के लिए स्पष्ट रूप से किसी भी हाइपर टर्मिनल की आवश्यकता नहीं है लेकिन एसटीएम के लिए हमें इसकी आवश्यकता है आर्डयूनो के लिए इसे सीधे सीरियल मॉनिटर में छापा जा सकता है तो सेटअप फेज़ में हम पहले उस सीरियल प्रिंटिंग के लिए बॉड रेट को परिभाषित करते हैं जो कि Serialbegin है पिनमोड RELAY1 को आउटपुट पोर्ट के रूप में सेट करता है हम बॉड रेट को फिर से 9600 के रूप में स्थापित कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम कर रहे हैं अब एक बार जब हमने इस विशेष वस्तु SIM900Abegin को बना दिया है हमें यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि हम जो जीएसएम मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं हम इसका उपयोग मैसेजिंग उद्देश्य के लिए करेंगे इसलिए उस विशेष चीज को हमें परिभाषित करना होगा उस विशेष कारणवश हमें एक एटी कमांड का उपयोग करने की आवश्यकता है जो दिखाया गया है सीएनएमआई का मतलब कमांड नेम मैसेज इंडिकेशन है इसका मतलब है कि हम यहां संदेश प्राप्त कर सकेंगे और फिर हम 100 मिलीसेकंड की देरी देते हैं यह सेटअप फेज़ है अब लूप फेज़ में हम क्या कर रहे हैं प्रारंभ में हम चर वैल के लिए जाँच कर रहे हैं वैल का मान अभी 0 है मैं इसे बंद कर देता हूं और फिर मैं वैल को 1 के बराबर कर देता हूं इसलिए यह फिर से इस लूप में नहीं जाएगा क्योंकि वैल अब 1 हो गया है और while लूप में मैं एसएमएस पढ़ रहा हूं इसलिए मैं देखूंगा कि यह readsms फ़ंक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूं कि यह ON और OFF फ़ंक्शन क्या करेगा मूल रूप से ON और OFF फ़ंक्शन रिले को ON या OFF कर देगा यदि आप रिले को ON या OFF करते हैं तो बल्ब को ON और OFF किया जाएगा ON फ़ंक्शन में हम रिले को ON करने के लिए एक digitalWrite RELAY10 करते हैं और यह Serialprintln यह सीरियल मॉनिटर में लाइट ऑन प्रिंट कर देगा और फिर हम rly को 1 कर रहे हैं और OFF फंक्शन में हम एक digitalWriteRELAY1 1 कर रहे हैं जो रिले को OFF कर देगा और यह सीरियल मॉनिटर में लाइट ऑफ प्रिंट कर देगा और यह भी rly को 0 के बराबर कर देगा अगला फ़ंक्शन readsms है हमने एक और फ़ंक्शन लिखा है readSIM900A आइए इसे ध्यान से समझें हम readsms में क्या कर रहे हैं हम इसे उस लूप में लगातार चला रहे हैं हम readsim900A पर चलते हैं यह क्या कर रहा है यह बफर नामक स्ट्रिंग को परिभाषित कर रहा है और फिर यह इस व्हाईल कंडीशन में जांच कर रहा है कि क्या कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं अगर यह उपलब्ध है तो यह इस फ़ंक्शन का उपयोग करके SIM900Aread पढ़ रहा है और इसे c में संग्रहीत कर रहा है और यह bufferconcat हम इसके प्रत्येक अक्षर को एक एक करके पढ़ रहे हैं और हम इस bufferconcat में जोड़ रहे हैं और हमने थोड़ी सी देरी दी है जो 10 मिलीसेकंड है और अंत में हम इस बफर को वापस लौटा रहे हैं अब हम पिछली स्लाइड पर जाएंगे जो कि readsms है हम उस फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो मैंने अभी दिखाया है और हम इसे बफर में स्टोर कर रहे हैं और फिर हम जांच कर रहे हैं कि क्या यह बफर स्ट्रिंग इसके साथ शुरू होता है या नहीं अब फिर से हम प्रिंट कर रहे हैं जो कुछ भी हमें मिला है और हम देखते हैं कि एक बार यह प्रिंट होने के बाद एसएमएस प्राप्त होता है हम इसे सीरियल में प्रदर्शित करते हैं और ये चीजें केवल हमारी जाँच के लिए लिखी गई हैं आप चाहें तो इसे अंतिम प्रोग्राम में हटा सकते हैं फिर हम इस बफर की लंबाई की गणना करते हैं लंबाई की गणना करने के बाद हम सबस्ट्रिंग लेते हैं जहां हम उस लंबाई को घटाकर 5 करते हैं और हम उस विशेष स्ट्रिंग को लेते हैं और अब हम क्या करते हैं एक बार मेरे पास एसएमएस आने के बाद कुछ अन्य वर्ण भी हैं जो अंदर आते है हम उस हिस्से को हटा रहे हैं और अब हम सटीक एसएमएस के बारे में चिंतित हैं अब अगर bufferindexOf ON है तो indexOf इस बफर से इस स्ट्रिंग को खोजेगा और यह उस विशेष स्थान को लौटा देगा जहां यह पता चला है तो उस स्थिति में यह हमेशा 0 से अधिक मान लौटाएगा और यदि यह नहीं पाया जाता है तो यह कुछ 0 से कम यानी माइनस 1 लौटाएगा तो हमारे मामले में हम 0 से अधिक कुछ प्राप्त करेंगे तो यही कारण है कि हम क्या जाँच कर रहे हैं यहाँ bufferindexOf ON है यह छोटे और बड़े का संयोजन हो सकता है और फिर बड़ा और छोटा हो सकता है इसलिए हमने सभी संभावित तरीकों पर विचार किया है यदि संदेश में इनमें से कोई भी चीज़ है तो यह ON फ़ंक्शन को कॉल करेगा और यह बल्ब पर स्विच करेगा इसी तरह हम OFF की शर्तों के लिए जांच करते हैं विभिन्न संभावनाएं हैं इसलिए हमें एक एसएमएस प्राप्त होता है हम कुछ हिस्से को काट देते हैं और फिर हम अपने पास सटीक एसएमएस देखते हैं और उस विशेष एसएमएस में मैं चेक कर रहा हूं कि क्या यह उस संदेश में ON है या नहीं और अंत में हम पूरे स्ट्रिंग को इस बफ़र से हटा रहे हैं हम 100 मिलीसेकेंड की देरी दे रहे हैं और हम 0 लौटा देते हैं यह बार बार होता है यह एक सरल कोड है किसी भी मोबाइल नंबर से अगर एसएमएस आता है तो वह इस तरह करेगा अब हम अगला कोड देखेंगे जो सुरक्षित संस्करण है सुरक्षित संस्करण का मतलब है मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसे किसी विशेष नंबर से प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही मैं इसके लिए जाऊंगा मैं इसे on या off कर दूंगा यदि मैं इसे किसी अन्य मोबाइल नंबर से प्राप्त करता हूं तो मैं इसे on या off नहीं करूंगा तो कोड का यह हिस्सा काफी सरल होगा और यह हिस्सा समान होगा जहां से अंतर शुरू होता है हम जाँच कर रहे हैं कि क्या स्ट्रिंग इसके साथ शुरू होती है और हम बफर डॉट इंडेक्स की भी जांच कर रहे हैं यहां मैंने इन दो नंबरों के साथ जांच की है आप इसे कई नंबरों के लिए कर सकते हैं यदि यह इस नंबर से या इस नंबर से भेजता है तो इसे काम करना चाहिए लेकिन यहां निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य नंबर के साथ काम नहीं करना चाहिए और फिर अंत में आप बफर से हटा दें तो यह सब कुछ कोड के दो संस्करणों के बारे में है एक बल्ब को एसएमएस नियंत्रण के उपयोग से ON और OFF करना है अब हम आपको उस प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे जिसकी मैंने अभी चर्चा की है तो अब मैं आपको प्रयोग दिखा रहा हूँ जहाँ मैं एसएमएस नियंत्रण का उपयोग करके एक बल्ब ON और OFF करूँगा मैंने आपके साथ कोड्स पर पहले ही चर्चा कर ली है मैंने पहले ही बता दिया है कि आप सर्किट कैसे बनाएंगे इसलिए हमारे द्वारा किए गए कोड की दो भिन्नताएं हैं पहला कोई भी व्यक्ति भेज सकता है दूसरा आप उन फ़ोन नंबरों की श्रृंखला डाल सकते हैं जिनसे आप यह विशेष स्विच ON और OFF करना चाहते हैं तो ये दो चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आप पहले ही जान चुके हैं कि आप प्रोग्राम नियंत्रण के उपयोग से रिले का उपयोग करके एक बल्ब को कैसे चालू करेंगे वहां हम कोई एसएमएस नहीं भेज रहे हैं बल्कि हम रिले नियंत्रण का उपयोग करके केवल एक बल्ब को ON और OFF कर रहे हैं आप पहले से ही जानते हैं कि यह कैसे काम करता है मैं यहाँ जीएसएम मॉड्यूल के साथ इसे एकीकृत करूंगा तो यह बल्ब है यह बल्ब इस AC स्रोत की तरह इस प्लग से जुड़ा होना चाहिए आपके पास एक रिले मॉड्यूल होना चाहिए यह एक चार मॉड्यूल रिले है आपके पास एक एकेला मॉड्यूल रिले भी हो सकता है आपके पास एक जीएसएम मॉड्यूल होना चाहिए यह SIM900 मॉड्यूल है मैंने पहले ही इस मॉड्यूल के बारे में विस्तार से चर्चा की है आपको इसके लिए एक सिम कार्ड की आवश्यकता है आप यहां पर डाले गए सिम कार्ड को देख सकते हैं और आपको एक माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड की आवश्यकता है जो इस मामले में आर्डयूनो यूनो है अब देखें कि यह कनेक्शन कैसे चलता है AC स्रोत का एक पॉइंट इस बल्ब से सीधे जुड़ा होगा और AC स्रोत का एक और पॉइंट जो यह है वह इस रिले के COM पॉइंट के इनपुट के रूप में जा रहा है और बल्ब का एक और सिरा रिले के सामान्य रूप से खुले पॉइंट पर जा रहा है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस जीएसएम बोर्ड के साथ और आपके माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड के साथ आपको क्या संबंध बनाना है जीएसएम बोर्ड को एक ग्राउंड मिला है यह ग्राउंड आर्डयूनो के ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और इस जीएसएम बोर्ड को RX और TX पिन मिले हैं जीएसएम का TX पिन आर्डयूनो के RX पिन के साथ जुड़ा होना चाहिए तो हमने आर्डयूनो के लिए RX और TX के रूप में दो पिन बनाए हैं जो पिन 10 और पिन 11 है इसलिए TX पिन को RX पिन के साथ जोड़ा जाना चाहिए यहां यह पिन नंबर 10 है और RX पिन 11 नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आर्डयूनो का TX पिन है अब अंत में मुझे रिले के साथ संबंध बनाना है अब यदि आप देखें तो मूल रूप से क्या हो रहा है जब आप एसएमएस भेजते हैं तो बल्ब चमक जाएगा तो आपके पास जीएसएम मॉड्यूल और आर्डयूनो बोर्ड के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए आर्डयूनो बोर्ड को एसएमएस प्राप्त करना चाहिए जिसके आधार पर इसे ON या OFF करने के लिए इस रिले को नियंत्रित करना चाहिए हमने इस रिले के इनपुट से जुड़ने के लिए आर्डयूनो के इस PIN7 का उपयोग किया है जिसके माध्यम से हम भेज रहे हैं और एक GND है और एक VCC है इसलिए हम इस रिले के चौथे इनपुट का उपयोग कर रहे हैं तो अंत में इस जीएसएम के माध्यम से एक एसएमएस प्राप्त किया जाएगा और माइक्रोकंट्रोलर कुछ चीजों को ON या OFF करने का निर्देश देगा अब मैं दोनों चीजों को दिखाने के लिए एक एक करके कोड डंप करूंगा मैं आपको सुरक्षित कैसे दिखाऊँ मैं इन दो मोबाइल फोन का उपयोग करूंगा पहले मैं इस विशेष मोबाइल फोन से एसएमएस भेजूंगा और आप देखेंगे कि यह काम करेगा दूसरे मैं एक सुरक्षित कनेक्शन दिखाऊंगा जहां मैं पहले इस मोबाइल फोन से एसएमएस भेजूंगा और आप देखेंगे कि यह काम नहीं करेगा लेकिन जब मैंने इस मोबाइल फोन से भेजा तो यह काम करेगा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे कोड डंप करने दो अब देखिए कि मैं एक ON संदेश भेज रहा हूँ ऐसा लगता है कि कुछ समस्या है इसलिए मैं इसे ON करूंगा और मैं अभी भेजूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस मोबाइल से भेजा है इसलिए यह मूल रूप से सुरक्षित कोड नहीं है मैं फिर से इसे अपने अन्य मोबाइल से भेजूंगा जो कि मुझे ऐसा करने देगा तो मैं इसे OFF कर दूँगा ठीक है तो बल्ब OFF हो जाता है मैं एक बार और दिखा दूंगा ON संदेश भेज रहा हूँ यह काम कर रहा है और मैं फिर से OFF संदेश भेजूंगा आप देखिए कि यह काम कर रहा है लेकिन यह कोड सुरक्षित नहीं है जैसा कि आपने कहा दोनों मोबाइलों से यह काम कर रहा था अब मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि जब मैं इसे इस मोबाइल से भेजूंगा तो यह नहीं चलेगा और जब मैं इस विशेष मोबाइल के साथ भेजूंगा तो केवल यही काम करेगा अब मैं इस मोबाइल में कोशिश करूंगा मैंने पहले ही कोड डंप कर दिया है इसलिए अब मैं ON संदेश भेज रहा हूं आइए कुछ समय इंतजार करें कि क्या कुछ सही नहीं हुआ अब मैं इस मोबाइल के साथ कोशिश करूंगा और इसने काम किया इसलिए यह एक सुरक्षित संचार है जहां आप इस तरह के स्वचालित ON OFF स्विच को एसएमएस नियंत्रण के माध्यम से कुछ फोन नंबरों के लिए रोकसकते हैं और किसी भी फोन नंबर के लिए नहीं तो आज हमने एक सरल स्वचालन के बारे में चर्चा की जिसे हम रिले एक जीएसएम बोर्ड एक माइक्रोकंट्रोलर और निश्चित रूप से एक बल्ब का उपयोग करके कर सकते हैं यह कोई भी बिजली उपकरण हो सकते हैं लेकिन यहां हमने इसे ON या OFF करने के लिए एक साधारण बल्ब का उपयोग किया है धन्यवाद